छात्रों का स्वागत हैं तो इन चारो प्रकारो श्रम लागत LRPB LEB और लेबर आइडल टाइम वरियन्सश्रम निष्क्रिय समय विचरण के बाद अब हमें इस मामले में दो शेष भिन्नताओं की गणना करनी होगी लेबर मिक्स वेरिएशन और लेबर यील्ड वेरिएशन इसलिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें लेबर मिक्स वेरिएशन के मामले में जांचना होगा कि मानक समय और वास्तविक समय समान हैं या नहीं तो हम जानते हैं कि कुल घंटों की संख्या जिसके लिए वास्तव में श्रमिक ने काम किया है का मतलब है कि कुल घंटों की संख्या 2000 घंटे है जो निष्क्रिय समय से घटाना है इसलिए बचा हुआ समय 1880 था इसलिए उस स्थिति में लेकिन हमें मानक समय खोजना होगा और फिर वास्तविक समय लेकिन हमारा मतलब है कि इस कुल समय को 1880 तक ले कर मानक समय का काम किया जाए और फिर आनुपातिक रूप से इसे कुशल अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिकों में बाटा जाए इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं इसलिए इसकी गणना के लिए यह कुल 2000 घंटे माइनस 120 घंटे है जिसके लिए काम नहीं किया जा सकता है इसलिए हमारे पास 1880 घंटों बच जाते है इसलिए अब लेबर मिक्स वरियन्स या गैंग कम्पोजीशन वरियन्स की गणना हम यहाँ करने जा रहे हैं हम इसकी गणना तीन अलग अलग श्रेणियों के मज़दूरों के लिए कर रहे हैं पहले मज़दूर कुशल मज़दूर हैं और इस मामले में कुशल श्रमिकों के लेबर मिक्स वरियन्स कितने होने जा रहे हैं आपको यह जानना होगा कि हमारे पास कुशल अर्ध कुशल और अकुशल होने के मामले में कुल कार्यकर्ताओं की संख्या 244 है और हमने जो कुल समय काम किया है वह 1880 घंटे यानी 2000 माइनस 120 है इसलिए अब हमें उस 1880 को विभाजित करना होगा 2 2 के अनुपात में या 4 4 के अनुपात में और फिर हम देखते हैं कि कुशल श्रेणी के मामले में यह मानक समय है कुशल श्रेणी के मामले में यह वास्तविक समय है इसलिए समय में कोई अंतर है या नहीं इसलिए हमें श्रेणीवार भी देखना होगा और हमें अब कुल समय भी देखना होगा यदि हम कुल समय देखें क्योंकि सूत्र को कुल मानक समय से कुल वास्तविक समय से विभाजित करने की आवश्यकता होती है तो कुल वास्तविक समय अगर यह मानक के मामले में 1880 से बाहर आता है और वास्तविक भी कहता है तो इसका मतलब है कि कोई अंतर नहीं है और आप मानकों को संशोधित करके सूत्र संख्या दो का उपयोग कर सकते हैं तो इस मामले में कुशल श्रेणी कुल राशि क्या है 1880 सही है इसलिए अब हमें यह बदलना होगा कि दो बाई दस के अनुपात में मानक कुशल श्रमिक कितने हैं और यह राशि 376 घंटे के बराबर कितनी आती है 376 घंटे और क्या वास्तविक समय वास्तविक टाइमर फिर से दो श्रमिकों और दो श्रमिकों के लिए अगर उन्होंने काम किया है और एक कार्यकर्ता ने कितना काम किया है यदि यह 1880 है तो इस मामले में क्या है यदि आप इस कुल कर्मचारियों की संख्या को फिर से देखते हैं तो वे भी 10 हैं तो 10 को 1880 से विभाजित करके 10 से विभाजित किया गया है इसका मतलब है कि अगर आप इसे 1880 बटा 10 से विभाजित करते हैं तो यह वास्तव में यह 188 घंटे के रूप में काम करता है और हमने कितने कुशल श्रमिकों को काम पर रखा है वे दो हैं इसलिए यदि आप इसे दो से गुणा करते हैं तो यह फिर से 376 हो जाता है तो इसका मतलब है कि यदि आप इस भिन्नता को लेते हैं और आपको इसे कुछ के साथ गुणा करना होगा जैसे दर लेबर मिक्स वेरिएशन और दर क्या है यहाँ की दर मानक दर रुपए में है मानक कितना है रुपए 20 तो यह विचरण बन जाएगा यह विचरण क्या है यह विचरण मूल रूप से शून्य है तो मैं इस सूत्र का उपयोग कैसे कर रहा हूं दूसरा सूत्र क्या है मानक समय माइनस से तात्पर्य है कुल मानक समय में से कुल वास्तविक समय घटाते है ताकि आप इस सूत्र को इस तरह से फिर से लिख सकें उदाहरण के लिए आपका सूत्र मानक मिश्रण हो सकता है वास्तविक घंटों के मानक मिश्रण ने काम किया वास्तविक घंटों ने काम किया वास्तविक घंटे का मानक मिश्रण कार्य में से वास्तविक घंटे घटाते है उसमे से वास्तविक घंटे घटाकर और मानक दर प्रति घंटे से गुणा किया गया प्रति घंटे मानक दर से गुणा किया गया इसलिए वास्तविक घंटों के मानक मिश्रण ने मूल रूप से काम किया है यह कहना है कि मानक मिश्रण की कुल मानक लागत को वास्तविक मिश्रण की कुल लागत घटाते है इसलिए मानक मिश्रण की मानक लागत है हमने वास्तविक घंटों के मानक मिश्रण को परिवर्तित किया है यह काम किए गए वास्तविक घंटों का एक मानक मिश्रण है और इसे प्रति घंटे मानक दर से गुणा करने से यह मानक मिश्रण की मानक लागत होता है इसमें से वास्तविक मिश्रण की मानक लागत को घटाते है इसलिए यदि आप इस सूत्र का उपयोग करते हैं जो मैंने यहां उपयोग किया है तो यह काम किए गए वास्तविक घंटों का मानक मिश्रण है काम किए गए वास्तविक घंटे 1880 हैं और मानक मिश्रण 2 4 4 के अनुपात में दो बटा दस है इसलिए यह 376 माइनस 376 के रूप में काम करता है जो दो वास्तविक श्रमिक हैं और प्रति श्रमिक यह घंटे की संख्या है 188 हैं तो इसका मतलब है कि श्रमिक की कुशल श्रेणी में डाले गए कुल घंटों की संख्या 376 है जो इसे 20 रुपये से गुणा कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि यह भिन्नता 376 शून्य से 376 है 20 है जो कुशल श्रमिकों की श्रेणी के मामले में शून्य है अब हम श्रमिकों की अर्ध कुशल श्रेणी की गणना करते हैं और श्रमिकों की अर्ध कुशल श्रेणी के मामले में फिर से आपको काम किए गए वास्तविक घंटों के मानक मिश्रण को परिवर्तित करना होगा इसलिए 1880 में 4 से गुना करके उससे 10 से विभाजित करते है यह कितना आएगा 752 सही और कितना वास्तविक श्रमिक है और 3 के लायक कितने वास्तविक श्रमिकों का अर्थ है अर्ध कुशल वास्तविक श्रमिकों को हमने 3 पर काम पर रखा है और प्रति व्यक्ति एक आदमी घंटे ने 188 घंटे तो यदि 188 को 3 से गुना करे तो ये 564 होगा और यदि आप इसे गुणा करते हैं आपने 12 रुपये से गुणा किया क्योंकि मानक मूल्य रुपये 10 वास्तविक 14 था लेकिन इस मामले में मानक मूल्य 10 था इसलिए यदि आप इस हिस्से को देखते हैं तो यह रुपये के रूप में वैरिअन्स आता है तो 752 में से 564 घटाकर उसमे 12 का गुणा करते है यह वैरिअन्स 2256 रुपये बन जाता है और यह अनुकूल वैरिअन्स है क्योंकि टेंडर का समय अधिक और उपयोग का वास्तविक समय कम था इसलिए यह कम कुशल में यह अनुकूल वैरिअन्स है और अब हम अकुशल के लिए जाते हैं अकुशल श्रेणी के मामले में फिर से वही जो आप वास्तविक घंटों के मानक मिश्रण को परिवर्तित कर रहे हैं उसे फिर से 4 से गुणा करके 10 से विभाजित करने पर यह फिर से कितना बढ़ जाता है यह वही होगा जो 752 माइनस वास्तविक कार्य के घंटे और यह 5 श्रमिकों में होगा तो 188 गुणे 5 कितने हो जाते हैं यह 940 है यह 972 माइनस 940 है और कितने से गुणा कर रहा है रुपए 8 यह मानक दर है इसलिए यह काम करता है कि 1504 कितना है और यह 1504 प्रतिकूल है 1504 प्रतिकूल है इसलिए यह कुल श्रम मिश्रण वैरिअन्स है यदि आप इस श्रम मिश्रण की गणना करते हैं तो श्रमिकों की सभी 3 श्रेणियों के लिए उसका कुल योग है यह कितना आएगा यह पहले मामले में 0 होगा यह एक है यह दूसरा है और यह तीसरा है एक अनुकूल है और दूसरा प्रतिकूल है इसलिए शुद्ध परिणाम 752 रुपये 752 के रूप में सामने आता है लेकिन यह अनुकूल है यह भिन्नता अनुकूल है क्योंकि अर्ध कुशल अनुकूल है अकुशल प्रतिकूल है इसलिए इसका अर्थ है कि यह भिन्नता 752 है जो अनुकूल है अब इस श्रेणी में हम अंतिम वैरिअन्स की गणना करेंगे जो लेबर यील्ड वेरियन्स है और लेबर यील्ड वेरियन्स के मामले में सूत्र वास्तविक यील्ड माइनस मानक यील्ड है यदि आप प्रति यूनिट मानक श्रम लागत की गणना करते है तो सूत्र मानक श्रम लागत है प्रति इकाई मानक श्रम लागत में वास्तविक यील्ड से मानक यील्ड घटाने से आती है इसलिए हमें यहां मानक इकाई श्रम लागत दी गई है जिसकी हमने पहले ही गणना की है प्रति इकाई मानक श्रम लागत क्या है और हमने पहले ही गणना की है कि प्रति इकाई मानक श्रम लागत हमने पहले प्रश्न में गणना की है जिसके लिए मेरा उत्तर रुपये 30 था सही है और इस मामले में यहां वास्तविक उपज क्या है यदि आप वास्तविक यील्ड रूप में देखते हैं तो वास्तविक यील्ड पहले से ही हमें दी गई है जो 810 है और अब मानक यील्ड क्या है मानक यील्ड की उम्मीद कितनी थी क्योंकि हम कितने के लिए काम करते हैं हमने कुल कितने घंटे काम किया है कितने हैं 188 गैंग घंटे और इस मामले में अगर आपको 188 गैंग के घंटे का पता लगाना है तो हमारे द्वारा गैंग द्वारा डाले गए कुल घंटों से गुणा किया जाता है तो 188 सही 200 माइनस 12 188 है और प्रति घंटे आउटपुट है जो 4 यूनिट है 4 इकाइयों तो यह कितना हो जाएगा रुपये 30 गुणे 810 माइनस 188 गुने 4 यह 750 है यह 752 यूनिट है यदि आप इसकी गणना करें तो यह रुपये के रूप में सामने आएगा आखिरकार वेरिएशन अंतर कितने रुपये का होगा यह आप इसे 1740 के रूप में कह सकते हैं लेकिन अनुकूल है 1740 अनुकूल वेरिएशन होने जा रहा है इसलिए इसका मतलब है कि प्रति यूनिट कुल मानक श्रम लागत कितनी थी मानक श्रम लागत कुल श्रम लागत 120 थी और फिर कहें कि एक घंटे में कुल उत्पादन 4 यूनिट था इसलिए प्रति यूनिट मानक श्रम लागत 30 के रूप में काम करती है इस समस्या को हल करते समय हमने जो पहला सवाल जवाब किया था वह हमारे ब्रैकेट के अंदर था वास्तविक यील्ड माइनस मानक यील्ड है वास्तविक यील्ड कितनी है 810 इकाइयां जो हमें दी गई हैं और मानक 188 घंटे के लिए थे श्रमिकों की कुल खरीदी गई संख्या है और प्रति घंटे गैंग आउटपुट प्रति घंटा 4 यूनिट है तो 188 गैंग घंटे में 4 गुणे करते है जो 752 के रूप में आता है इसलिए यदि आप इस लेबर यील्ड वेरियन्स की गणना करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि हमें पता चला है कि यह 1740 है यह अनुकूल है अब हम यहां चेक लागू करते हैं कि यह सभी तीन वैरिअन्स श्रम दक्षता वैरिअन्स के बराबर हैं या नहीं इसलिए यह LITV प्लस LMV प्लस LYV के बराबर होना चाहिए तो श्रम दक्षता वैरिअन्स कितना था हमें श्रम दक्षता वैरिअन्स की गणना करनी थी और यदि आप श्रम दक्षता वैरिअन्स को देखें तो यह 1100 के अनुकूल था यह वैरिअन्स 1100 के अनुकूल है इसलिए यह 1100 अनुकूल लेबर आइडल समय वैरिअन्स है यदि आप इस मामले में लेबर आइडल समय वैरिअन्स को देखें तो कितना अधिक है इस केस में यह 13 था आइए हम वापस जाते हैं और यह जाँच करते हैं कि हाँ श्रम निष्क्रिय समय का वैरिअन्स 1392 यह प्रतिकूल सही है और श्रम मिश्रण वैरिअन्स कितना 752 अनुकूल है यह अनुकूल है और साथ ही 1740 यह फिर से अनुकूल है यदि आप इनको जोड़ते हैं तो यह फिर से अनुकूल हो जाता है इसलिए यह काम करता है कि यह 2492 है इन दोनों का जोड़ 2492 आता है और माइनस 1392 के रूप में आता है इसलिए यह अंत में 1100 अनुकूल आएगा जो कि अनुकूल 1100 के बराबर है दोनों अनुकूल हैं तो दोनों वैरिअन्स जिन पर हमने काम किया वो अनुकूल हैं तो इसका मतलब है कि वे अनुकूल हैं इसलिए हम यह पता लगाने में सक्षम हैं कि यह वैरिअन्स अनुकूल है या नहीं यह भिन्नतावैरिअन्स अनुकूल है तो इसका मतलब है कि जब हमने इस समग्र मामले में इन सभी विचलनों की गणना की जिसमें हमें इतनी सारी समस्याओं का समाधान करना था तो सबसे पहले प्रति यूनिट मानक श्रम लागत का पता लगाना था जो कि ३० रुपये था जो हमें पता चला और फिर हमें श्रमिक लागत वैरिअन्स पता लगाया जो मानकों को समायोजित करने के बाद मानकों को समायोजित और संशोधित करने के बाद हमें जो श्रम लागत वैरिअन्स मिला और श्रम लागत वैरिअन्स अभी भी 2100 तक नकारात्मक है फिर हमने इसे और विच्छेदित कर दिया इसलिए हमें पता चला कि श्रम दर ने मुख्य श्रम लागत वैरिअन्स को नकारात्मक बना दिया है जबकि श्रम दक्षता अभी भी सकारात्मक है और फिर हम विच्छेदित करते हैं इसलिए हमने पाया कि यदि आप 12 घंटे के लेबर आइडल टाइम को ध्यान में रखते हैं कुल गैंग का मतलब है जो 12 गुणे दस श्रमिकों के रूप में काम करता है जो की कुल 2000 घंटों में से 120 घंटे है इसलिए लेबर ने वास्तव में 1880 घंटों के लिए काम किया है और फिर उसी के आधार पर जब हमने लेबर मिक्स वैरिअन्स की गणना की और लेबर यील्ड वैरिअन्स में हमें पता चला कि लेबर एफिशिएंसी वैरिअन्स 1100 अनुकूल है 1100 अनुकूल और वहाँ सब कुछ योगदान दिया है हमने निष्क्रिय समय को भी अलग कर दिया है क्योंकि यह असामान्य अनियंत्रित था इसलिए यह उस निष्क्रिय समय में श्रमिकों की दक्षता को नहीं दर्शाता है वे उपलब्ध नहीं थे लेकिन मशीन ब्रेकडाउन की स्थिति थी आप मिश्रित वैरिअन्स के बारे में बात करते हैं हमें फिर से इसकी जाँच करनी है कि हमने मिश्रित वैरिअन्स के लिए दूसरा सूत्र लागू किया है और मैंने मिक्स वैरिअन्स के लिए दूसरा सूत्र क्यों लागू किया है कुल मिलाकर आप इसे घंटों की संख्या के रूप में कह सकते हैं कितने कुल घंटों के लिए अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं जो कि 376 प्लस 752 प्लस 752 है तो यह कितना काम करता है 1880 और वास्तविक क्या है वास्तविक यदि आप इन तीनों को लेते हैं तो यह और यह एक और यह भी है तो आप कह सकते हैं कि यह 1880 है तो इसका मतलब है कि 1880 1800 के बराबर है क्योंकि मानकों को पढ़ने और 2 4 4 के अनुपात में काम करने के बाद हम यह पता लगा सकते हैं कि दोनों समय जो 1880 है दोनों मानक समय वास्तविक समय के बराबर इसलिए हमने दूसरा सूत्र लागू किया क्योंकि मानक समय और वास्तविक समय में कोई अंतर नहीं है इसलिए हमने इस लेबर मिक्स वेरिएशन पर काम किया जो आगे चलकर अनुकूल हुआ और फिर हमने लेबर यील्ड वेरिएंट की गणना की और जब आप यील्ड वैरिअन्स की गणना करते है तो आप पाते कि वास्तविक यील्ड 810 यूनिट है जो बहुत ज्यादा है और यदि आप इन मानकों से गुजरते हैं तो घंटों की कुल संख्या जिसके लिए वास्तव में काम किया गया श्रमिक कार्य 188 घंटे था और वहन करने योग्य उत्पादन कितना 4 इकाई थीं अर्थात मानक अपेक्षित उत्पादन 752 इकाइयाँ थीं लेकिन वास्तविक उत्पादन 810 इकाई हो गया है इसलिए यह सबकुछ श्रमिकों की दक्षता के कारण संभव हो गया है इसलिए श्रमिकों के प्रयास सराहनीय हैं लेकिन यहाँ इस पूरे अभ्यास में के श्रमिक दर एकमात्र नकारात्मक हिस्सा है हम कुशल मजदूर की दर को नियंत्रित करने में सक्षम रहे हैं लेकिन अकुशल श्रमिक के मामले में और अर्ध कुशल श्रमिक के मामले में भुगतान की गई दर अधिक थी और शायद कुछ समय संगठन के भीतर किसी के भी नियंत्रण से परे है क्योंकि श्रमिक बाहर से आता है इसलिए यदि श्रमिक बाजार की गतिशीलता में बदलाव के कारण श्रमिक की दर में परिवर्तन होता है तो कोई भी इसे बाहर निकालने में मदद नहीं कर सकता है आपको श्रमिकों को काम पर रखना होगा आपको संयंत्रप्लांट चलाना होगा आपको उत्पादन के लिए जाना होगा और आपको उच्च भुगतान करना होगा इसलिए मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि श्रमिक लागत वैरिअन्स नकारात्मक है जो 2100 तक है लेकिन यह अभी भी नियंत्रण में है इस तरह की स्थिति में आगे का विश्लेषण मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है क्योंकि यह अनुमेय सीमा के भीतर है और जब हमने इसे विच्छेदित किया है पता चला कि मोटे तौर पर यह नियंत्रण से बाहर है जैसे इसमें श्रमिकों के निष्क्रिय समय था क्योंकि मशीन खराब होने के कारण कोई भी योगदान नहीं दे पाया ये एक नियंत्रण के बहार की स्थिति थी और 2100 के इस नकारात्मक वैरिअन्स का दूसरा कारण था श्रमिक लागत वैरिअन्स 2100 नकारात्मक की श्रमिक दर थी इसलिए श्रम दर किसी के हाथ में नहीं है इसलिए यहां प्रबंधन अंत में यह तय कर सकता है कि जो कुछ भी एक मानक के रूप में तय किया गया है या मानक श्रम लागत क्या थी और इस संबंध में कि कुल उत्पादन सब कुछ नियंत्रण के भीतर है केवल दो कारकों ने योगदान दिया है और ये दोनों कारक नियंत्रण से परे साधन हैं चाहे वह मशीन की खराबी हो या चाहे श्रम दर यह किसी के भी नियंत्रण में नहीं है और अंतर होने की उम्मीद है इसलिए अगर अंत में फिर से श्रमिक विचलनों पर चर्चा समाप्त करने से पहले मैं फिर से बताऊंगा कि अगर किसी भी प्रकार के वैरिअन्स के कारण आकस्मिक या नियंत्रण रहित कारक हैं तो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए लेकिन यदि वैरिअन्स नियंत्रणीय कारकों और उन कारकों के कारण जिन्हे नियंत्रित नहीं किया गया है और जिसने श्रम के लिए अतिरिक्त भुगतान या उस मामले में बढ़ी हुई समग्र श्रम लागत में योगदान दिया है हमें बहुत सावधान रहना होगा हमें उन कारणों का विश्लेषण करना होगा और हमें उन कारणों का पता लगाना होगा और हमें उन कारणों का पता लगाना होगा इसका मतलब है कि उन कारणों को खत्म करें ताकि अंत में मानक और वास्तविक श्रम लागत नियंत्रण के भीतर ही हो और हम अंततः उत्पादन की समग्र लागत को नियंत्रित करने में सक्षम हों इसलिए अब तक आपने देखा होगा कि हम सामग्रीमटेरियल विचलनों की गणना कैसे करते हैं हम श्रम विचलनों की गणना कैसे करते हैं और उत्पाद की कुल लागत के इन दो घटकों की वे किसी तरह मतलब रखते हैं जो उत्पाद की लागत का लगभग 80 से 85 प्रतिशत है उत्पाद की लागत का 80 से 85 प्रतिशत इसलिए भले ही आप इन दो व्यापक घटकों और यहां तक कि तीसरे घटक को नियंत्रित करने में सक्षम हों अन्य ओवरहेड्स यदि उन्हें भी अनदेखा किया जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसका मतलब यह है कि मोटे तौर पर इसका मतलब है कि अगर 85 प्रतिशत की लागत उत्पाद के लिए है उदाहरण के लिए 10 रुपये उत्पाद की कुल लागत है अगर आप इस कलम के बारे में बात करते हैं और इस कलम की कीमत 100 रुपये है तो हमारा कहना है कि इस कलम की कीमत 100 रुपये है इसका मतलब है कि इस कलम की कीमत में 85 रुपये सामग्री और श्रम दो तत्व के है इसलिए यदि आप इस पेन की कीमत को कम करना चाहते हैं यदि आप किसी अन्य कारण से अपने लाभ को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो शायद आप इसे और कम कर सकते हैं या बाजार में एक कड़ी प्रतिस्पर्धा है क्योंकि अन्य ने इसकी कीमत को 100 से 98 या 96 या कुछ इस तरह कम किया हैं अगर हम लागत को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें पहले सामग्री और श्रम घटक पर ध्यान देना होगा और चूंकि हम इस मामले में जानते हैं कि सामग्री और श्रम का कुल योगदान 85 रुपए है और यदि आप इस लागत को 10 प्रतिशत कम करने में सक्षम हैं जो कि एक अस्वीकार्य लक्ष्य नहीं है लागत में 10 प्रतिशत की कमी एक अस्वीकार्य लक्ष्य नहीं है आप उन बाजारों से श्रम की तलाश कर सकते हैं जहां यह कम कीमत पर उपलब्ध है हम श्रम को दीर्घकालिक आधार पर ला सकते हैं और हम उन्हें कम कीमत का भुगतान कर सकते हैं यदि यह संभव है तो हम सामग्री के रास्ते की तलाश कर सकते हैं बाजारों से या सामग्री के स्रोतों से जहां यह कम कीमत पर उपलब्ध है अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री इसलिए यदि आप सामग्री और श्रम की लागत को कम करने में सक्षम हैं या महत्वपूर्ण मात्रा में कहें तो भी 10 प्रतिशत तो इस उत्पाद की कुल लागत में 8 रुपये 50 पैसे 8 रुपये 50 पैसे की कमी आएगी इसका मतलब है कि उस मामले में अब कलम की कीमत 100 रुपये से घटकर 91 रुपये और 50 पैसे हो जाएगी इसलिए इसका मतलब है कि लागत में यह गंभीर कमी है इसलिए वास्तव में हम पेन को 100 रुपये या शायद 105 रुपये में बेच रहे थे क्योंकि इसकी कीमत हमें 100 रुपये थी और अब अगर आप इसे 10 प्रतिशत घटा सकते हैं और अब यह लागत घटकर 915 रुपये रह गई है इसका मतलब है कि बाजार में बिना किसी दबाव के फर्म के लाभ में वृद्धि होगी फर्मों के मुनाफे में 8 रुपये और 50 पैसे की वृद्धि होगी क्योंकि लागत में कमी आई है बिक्री मूल्य वही है जो उदाहरण के लिए बाजार में 105 है इसलिए यह मौजूदा लाभ के साथ 5 रुपये और इस सामग्री पर बचत और 850 पैसे की श्रम लागत को जोड़ देगा इसलिए अब फर्म का लाभ 13 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट का और हो जाएगा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है और यह सब संभव हुआ है या संभव होगा यदि आप सामग्री की लागत और श्रम लागत को नियंत्रित करते हैं और सामग्री लागत और श्रम लागत को नियंत्रित करने की एक तकनीक जिसकी हम यहां चर्चा करते हैं वह है मानक लागत क्योंकि यदि आप पूर्व में सब कुछ कर चुके है और सबको इसकी जानकारी है मतलब उत्पादन से जुड़े सभी लोगो को जो खरीद में सामग्री के उपयोग विभाग में प्रसंस्करण विभाग में तो वे बहुत सावधान रहते हैं कि यह सामग्री का मानक है और यह सामग्री की मानक लागत होनी चाहिए इसी तरह श्रम के मामले में भी हमें श्रम की कीमत के संदर्भ में श्रम की दक्षता के मामले में बहुत सावधान रहना होगा और अंत में वास्तविक लागत नियंत्रण के भीतर हो सकती है या एक सीमा के भीतर हो सकती है जो तय की जाती है या पूर्व में एक मानक के रूप में तय किया गया था ताकि अंत में लागत की यह तकनीक दिन प्रतिदिन प्रबंधन निर्णय लेने और उत्पाद की लागत को नियंत्रण में रखने में बहुत सहायक हो अब तीसरा वैरिअन्स ओवरहेड वैरिअन्स है उत्पादन की लागत में तीसरा योगदान उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं न कि अप्रत्यक्ष लागत उत्पादन की प्रत्यक्ष लागते सामग्री लागत श्रम लागत और अन्य ओवरहेड्स लागत है अन्य ओवरहेड्स की लागते अब तीसरी बात होगी जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं लेकिन मैं इस ओवरहेड वैरिअन्स पर विस्तार से चर्चा नहीं करुंगा पहले हम इस बारे में व्यापक विचार करेंगे कि ओवरहेड्स क्या हैं हम इन ओवरहेड वैरिअन्स की गणना कैसे करेंगे बहुत सारे ओवरहेड वैरिअन्स हैं जिनकी गणना की जा सकती है नंबर एक मूल रूप से ओवरहेड्स को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स फिक्स्ड ओवरहेड वे ओवरहेड्स हैं जो स्थिर रहते हैं चाहे आप 1 मिलियन यूनिट 1 लाख यूनिट 1 यूनिट या 10 यूनिट के उत्पादन के लिए जाते हैं वे बदलने नहीं जा रहे हैं कुछ हद तक आप उस ओवरहेड कॉस्ट को संक कॉस्ट कह सकते हैं आप उत्पादन के लिए जाते हैं आप उत्पादन से नहीं जाते हैं आपको तय ओवरहेड्स के लिए भुगतान करना होगा वैरिएबल ओवरहेड्स केवल तब होते हैं जब हम उत्पादन के लिए जाते हैं यदि आप 1 लाख यूनिट का उत्पादन करते हैं तो आपके वैरिएबल ओवरहेड्स उस उत्पादन के अनुपात में होंगे यदि आप एक इकाई का उत्पादन करते हैं तो आपके वैरिएबल ओवरहेड्स उस अनुपात में होंगे और यदि आप 10000 इकाइयों के उत्पादन के लिए जाते हैं तो आपका वैरिएबल ओवरहेड्स उस तरह होगा ओवरहेड वेरिएंस के बारे में सीखते हुए पहले हम फिक्स्ड और वैरिएबल ओवरहेड्स के बारे में जानेंगे मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या हैं और वेरिएबल ओवरहेड्स क्या हैं उदाहरण के लिए उन कर्मचारियों का वेतन जो स्थायी आधार पर रखे गए हैं या प्लांट्स का मूल्यह्रास एक प्रकार का है आप इसे स्थायी लागत के रूप में कह सकते हैं कि चाहे आप संयंत्र का उपयोग करते हैं या आप उस प्लांट्स का उपयोग नहीं करते हैं आपके संयंत्र का मूल्यह्रास हो रहा है तब परिवर्तनीय लागत हो सकती है उदाहरण के लिए बिजली परिवर्तनशील होगी क्योंकि यदि आप उत्पादन के लिए जाते हैं तो आप बिजली का उपयोग करेंगे लेकिन यदि आप उत्पादन के लिए नहीं जाते हैं तो आप बिजली का उपयोग नहीं करेंगे इसलिए हमें निश्चित और परिवर्तनीय ओवरहेड्स के अर्थ को समझने के बाद साधनों को जानना होगा हम सीखेंगे कि ओवरहेड वेरिएंट की गणना कैसे करें ओवरहेड वैरिअन्स की गणना के लिए अब महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको अपने आप से उत्तर देना है या मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको इसके साथ स्पष्ट होना चाहिए कि जब आप ओवरहेड वैरिअन्स की गणना करते हैं तो हम इन ओवरहेड वैरिअन्स की गणना किसी भी सामग्री या श्रम के संबंध में करते हैं हम अलगाव में उनकी गणना नहीं करते हैं क्योंकि हमने सामग्री के मामले में गणना की है या हमने श्रम के मामले में गणना की है हम यहाँ यह मानते हैं कि ओवरहेड्स को उत्पादन की कुल लागत या सामग्री या श्रम के अनुपात के रूप में गिना जाता है हम इसे इस तरह से व्याख्या करते हैं मान लें कि इस पैन की प्रति यूनिट की लागत आप इसे 50 रुपये या 55 रुपये के रूप में कह सकते हैं श्रम लागत 25 रुपये या 20 रुपये होगी और ओवरहेड होंगे कुल ओवरहेड सामग्री का 10 प्रतिशत या श्रम का 10 प्रतिशत होगा यह किसी भी तरह से हो सकता है हमें ओवरहेड लागत की गणना के लिए सबसे अच्छा संभव सामान्य भाजक तय करना है और हम सीधे यह नहीं गिनते हैं कि ओवरहेड वैरिअन्स फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स या वेरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स क्या होगा पहले हम कहेंगे कि उत्पाद की एक इकाई के निर्माण के लिए ओवरहेड खर्च होने की उम्मीद है जो सामग्री का 10 प्रतिशत या श्रम का 10 प्रतिशत होगा इसलिए हमें या तो सामग्री के संबंध में कहें या अनुपात के संबंध में या श्रम के संबंध में ओवरहेड वैरिअन्स की गणना करनी होगी सामग्री के संबंध में या श्रम के संबंध में और उसके बाद दोनों सूत्र हमारे पास होने चाहिए यदि आप सामग्री के अनुपात के रूप में गणना करना चाहते हैं तो हम किस सूत्र का उपयोग करेंगे यदि आप श्रम के अनुपात की गणना करना चाहते हैं तो हम किस फार्मूले का उपयोग करेंगे और बहुत सारे ओवरहेड वैरिअन्स हैं जिनकी गणना की जा सकती है उदाहरण के लिए पहले हम टोटल ओवरहेड वेरिएशन की सही गणना करेंगे टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएशन को हम अलग कर देंगे या दो भागो में बाँट देंगे कि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिअन्स और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिअन्स और आगे हमारे पास इस फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स और रिएबल ओवरहेड वैरिअन्स के भी बहुत सारे प्रकार हैं लेकिन मैं उसमे उस विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका कारण यह है कि यह लागत बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है केवल 10 15 प्रतिशत अधिकतम है इसलिए यदि आप ओवरहेड वैरिअन्स की व्यापक अवधारणा को जानते हैं कि वे सामग्री श्रम और ओवरहेड्स के संबंध में गणना करते हैं तो मूल रूप से फिक्स्ड या वेरिएबल प्रकार के होते हैं और हम तीन बड़े संस्करणों कुल ओवरहेड लागत वैरिअन्स और वेरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स और फिर फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स की गणना कर सकते हैं और ये उद्देश्य लो पूरा कर देगा यदि आप ओवरहेड संस्करण के बारे में और अधिक विस्तार से सीखना चाहते हैं तो उन्हें पुस्तकों में दिया गया है आप उन पुस्तकों का उल्लेख कर सकते हैं जो मैंने पाठ्यक्रम योजना में दी हैं और इस विशेष विषय के लिए मानक लागतस्टैण्डर्ड कॉस्टिंग के लिए आपको खान और जैन द्वारा लिखित प्रबंधकीय लेखांकन की पुस्तक का उल्लेख करना चाहिए यह मैकग्रा हिल प्रकाशन है और यह इस विषय को समझने के लिए एक बहुत अच्छी किताब है जो प्रबंधन निर्णय लेने के उपकरण के रूप में या उत्पादन की लागत को नियंत्रित करने के उपकरण के रूप में मानक लागत को बताती है जिन समस्याओं के बारे में मैंने यहाँ चर्चा की है उनमें से तीन या चार पाँच में से जिन समस्याओं पर हमने सामग्री या श्रम के साथ चर्चा की है उसके लिए मैंने भी वही पुस्तक देखी है जो खान और जैन द्वारा लिखित प्रबंधकीय लेखांकन है इसलिए यदि आप ओवरहेड वैरिअन्स के बारे में विस्तार से सीखना चाहते हैं तो मैं यहां तीन वैरिअन्स की गणना करके रुकूंगा कुल ओवरहेड वैरिअन्स कुल ओवरहेड लागत वैरिअन्स और फिर अन्य दो जो कि फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स और वेरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स है आगे निर्धारित ओवरहेड वैरिअन्स के विभाजन हैं निश्चित ओवरहेड वैरिएंट्स जैसे कि आगे के लिए निर्धारित ओवरहेड व्यय वैरिअन्स हैं फिर निश्चित ओवरहेड जिसे आप केलिन्डर वैरिअन्स कैपेसिटी वैरिअन्स आदि तो अलग अलग प्रकार है निश्चित ओवरहेड्स के मामले में और वैरिएबल ओवरहेड्स के मामले में भी हमारे पास वैरिएबल ओवरहेड व्यय वैरिअन्स और परिवर्तनीय ओवरहेड दक्षता वैरिअन्स है लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास 30 घंटे के समय की कमी के कारण बहुत अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है इसका मतलब है कि मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों को संक्षेप में रूप में और केवल तीन ओवरहेड वैरिअन्स पर चर्चा करुंगा यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ओवरहेड लागत के बारे में बात करते हैं तो यह ध्यान में रखा जाता है कि मैंने आपसे कहा था कि ओवरहेड्स निश्चित या परिवर्तनशील हो सकता है इसलिए प्रति यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड और वैरिएबल ओवरहेड्स का व्यवहार अलग अलग है देखें प्रति यूनिट निश्चित ओवरहेड लागत का अधिक उत्पादन से उल्टा सम्बन्ध हैक्योंकि अधिक उत्पादन होने से फिक्स्ड ओवरहेड की प्रति यूनिट लागत कम और उत्पादन कम होने से प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है तो यह ठीक उलटा संबंध है क्योंकि निश्चित लागत समान रहती है उदाहरण के लिए निश्चित लागत सौ रुपये है और आप 100 इकाइयों का उत्पादन करते हैं इसलिए निर्धारित लागत 1 रुपये प्रति इकाई है लेकिन यदि आप केवल 50 इकाइयों का निर्माण करते हैं तो निश्चित लागत 2 रुपये तक हो जाएगी और यदि आप 200 यूनिट्स की निर्धारित लागत का निर्माण करते हैं तो ओवरहेड लागत घटकर 50 पैसे प्रति यूनिट तक आ जाएगी क्योंकि निश्चित तो निश्चित है निश्चित लागत निश्चित ओवरहेड निश्चित रहता है उत्पादन बदल रहा है इसलिए प्रति यूनिट लागत बड़े पैमाने के उत्पादन में कम होगा और उत्पादन कम होगा तो प्रति इकाई लागत बढ़ जाएगी लेकिन यह व्यवहार प्रत्यक्ष है या आप इसे वेरिएबल ओवरहेड्स के संबंध में आनुपातिक कह सकते हैं उत्पादन की मात्रा जितनी अधिक होगी वेरिएबल ओवरहेड्स की मात्रा उतनी ही अधिक होगी उत्पादन की मात्रा कम होगी वेरिएबल ओवरहेड्स की मात्रा कम होगी इसलिए जहां तक प्रति यूनिट लागत का संबंध है यह वेरिएबल ओवरहेड्स के संबंध में प्रत्यक्ष है और यह निश्चित ओवरहेड्स के संबंध में उलटा है इसलिए इस मूल परिचय के बाद और कुछ लोग ओवरहेड वैरिएंट्स पर कुछ प्रकाश डालने और ओवरहेड वेरिएंस के महत्व को बताते हुए और आपको यह समझाते हैं कि हम ओवरहेड वैरिएंट्स की गणना कैसे करेंगे चाहे वे सामग्री के अनुपात में हों या श्रम के अनुपात में तो अब हम सीखना शुरू करेंगे कि ओवरहेड वेरिएंस की गणना कैसे करें और फिर इसका मतलब है कि हम तीनो वरिएंसेस की गणना करेंगे इसलिए इन ओवरहेड वरिएंसेस में पहले हम सूत्र सीखेंगे और फिर हम एक या दो समस्याओं को हल करेंगे और उसके बाद मैं मानक लागत वाले हिस्से पर चर्चा को समाप्त कर दूंगा और अगली तकनीक के बारे में सीखना शुरू करूँगा जो सीमांत लागत है इसलिए ओवरहेड वरिएंसेस मैं अगली कक्षा में आपके साथ चर्चा करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद